नमस्ते हम रिइंफोर्स मेसनरी पर अपने व्याख्यान में आगे बढ़ते हैं और आज हम विशिष्ट पहलुओं में जाने से पहले रिइंफोर्स मेसनरी का अवलोकन करेंगे विशेष रूप से पी एम अक्षीय के पहलुओं का हम दीवारों की रचना उनके शियर डिज़ाइन को भी देखेंगे तो हम आज रिइंफोर्स मेसनरी के संबंध में राष्ट्रीय भवन कोड की सिफारिशो का अवलोकन प्राप्त करेंगे हम विशेष रूप से कोड के पार्ट 6 सेक्शन 4 का उल्लेख कर रहे हैं जो कि एन बी सी के वोल्यूम 1 में उपलब्ध है यह रिइंफोर्स दीवारों के साथ संबंधित है चाहे वह लोड बेअरिंग हो या नॉन लोड बेअरिंग लेकिन हम पेर्मिसिबल स्ट्रेस डिज़ाइन के बारे में बात करेंगे और यह कोड सभी प्रकार की सामग्रियों विशेष रूप से ठोस इकाइयों के सभी प्रकारों पर लागू होता है ताकिरिइंफोर्समेन्ट को छिद्रित दीवारों या खोखले दीवारों में लगाया जा सके तो यह स्पेक्ट्रम में अलग अलग कोड के उपयोग को नियंत्रित करता है यहां कुछ विशिष्ट शब्द शब्द है जो रिइंफोर्स मेसनरी के लिए उपयोग होते हैं जिनको कोड द्वारा पेश किया गया है और मैं इनमें से कुछ के बारे में बात करूँगा जब हम जॉइंट रएंफोर्रसमेंट की बात करते हैं तो हम हॉरिजॉन्टल बेड जॉइंट की बात कर रहे हैं मैंने इसका उदाहरण दिया है जैसे की लैटिस टाइप या लैडर टाइप तो यह जॉइंट रएंफोर्रसमेंट है जब हम ग्राउटेड कैविटी रएंफोर्रसमेंट की बात कर रहे हैं हम वास्तव में कैविटी दीवारों की बात कर रहे हैं आपके पास 2 ठोस एकल पत्ते हैं जो तब उचित रूप से डिज़ाइन किए गए संबंधों द्वारा जुड़े हुए हैं और कैविटी में क्षैतिज और सीधा रएंफोर्रसमेंट है इसलिए जब हम ग्राउटेड कैविटी रएंफोर्रसमेंट की बात करते हैं तो यह वास्तव में एक कैविटी की दीवार का निर्माण है जहां रएंफोर्रसमेंट कैविटी में रखा गया है जबकि दीवार ठोस इकाइयों का उपयोग कर निर्माण की गई है वह श्रेणी जिसे हम पहले मेसनरी के विभिन्न प्रकारों में देख रहे हैं जहां खोखले ब्लॉकों को रिइंफोर्स किया जाता है उन्हें पॉकेट प्रकार रिइंफोर्स मेसनरी के रूप में संदर्भित किया जाता है और यह रएंफोर्रसमेंट प्रत्येक इकाई के भीतर उपलब्ध हैं तो इसे पॉकेट टाइप रएंफोर्रसमेंट के रूप में संदर्भित किया जाता है और इस प्रकार में इन सीटू कंक्रीटिंग करना होगा इस श्रेणी में दीवार को पूरी तरह से कंक्रीट से इन सीटू करना पड़ता है क्वेटा बॉन्ड अन्य प्रकार का बांड है जो हमने देखा है और यह आम तौर पर तब होता है जब आपके पास निर्माण की एक और आधी इकाई होती है तो यह व्यवस्था हमने हमारे दूसरे मॉड्यूल में देखा है जब हम 'कम्प्रेस्सिव स्ट्रेंथ ऑफ़ मेसनरी' शब्द का उपयोग करते हैं हम इसकी मिनिमम कम्प्रेस्सिव स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं यह बहुत एक्सहॉस्टिव नहीं है लेकिन ये ऐसे शब्द हैं जिनका हमने पहले उपयोग नहीं किया है सामग्रियों के उपयोग की कुछ विशिष्ट आवश्यकताएं होती है सामग्री पर कुछ सीमाएँ हैं जो रीइंफोर्स्ड मेसनरी के डिज़ाइन के रूप में उपयोग कर सकते हैं इसमे पहला मेसनरी यूनिट है कोड की आवश्यकता है कि इस मेसनरी यूनिट की न्यूनतम शक्ति 7 MPa होनी चाहिए यदि आपको पहले की तालिका याद है कि तो हमने मेसनरी की ताकत का जिक्र किया था और यह इकाइयाँ कोड के अनुसार निर्धारित होती हैं जो 35 MPa तक जा सकती हैं हालांकि जब आप मेसनरी की मज़बूती का आंकलन करने जा रहे हैं तो इसकी कम से कम आवश्यकता 7 MPa की है एक बार जब आप मेसनरी की दीवार को मजबूत करते हैं तो उसकी कठोरता बढ़ जाती है और इसमे भी शियर क्षमता बढ़ जाती है जहां तक भूकंपीय डिज़ाइन का संबंध है लेकिन जब मेसनरी की दीवार जिसमें इकाई की कम कम्प्रेशन ताकत होती है आपके पास क्रशिंग विफलता हो सकती है मेसनरी इकाइयां तब तक विरोध नहीं करेंगी जब तक कि स्टील दीवार के नमनीय व्यवहार को सुनिश्चित न करें ऐसा न होने पर कम्प्रेशन विफलता होगी जो एक ब्रिटल विफलता तंत्र है जिसे टाला जाना चाहिए और इसलिए न्यूनतम कम्प्रेशन के लिए मिट्टी के साथ मेसनरी निर्माण के लिए ताकत की आवश्यकता होती है लेकिन अगर आप होलो ब्लॉक कंस्ट्रक्शन को देख रहे हैं तो यह 10 12 या 15 MPa एमपीए के क्रम से अधिक भी हो सकता है तो यह एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है तो कम ताकत वाली इकाइयों का उपयोग रिइंफोर्स मेसनरी में नहीं किया जाना चाहिए जहां तक कंक्रीट का सवाल है यह कम से कम M20 ग्रेड कंक्रीट होगा और यह विशेष रूप से है जहाँ आपरिइंफोर्समेन्ट और यह कर रहे हैं मुख्य रूप से स्थायित्व आवश्यकताओं से आता है जोरिइंफोर्समेन्ट के लिए सुरक्षा है जंग से आवश्यक है इसलिए जहाँ तक M20 ग्रेड की स्टील का संबंध है आपके पास ऊपर और नीचे 15 मिमी और 20 मिलीमीटर का न्यूनतम कवर होना चाहिए तो इससे बार की संख्या को निर्धारित करना चाहिए तो अगर आप एक खांचे में रिइंफोर्समेन्ट लगा रहे हैं तो यह सुनिश्चित करें कि ऊपर और नीचे में क्षैतिज रूप से आपने 15 मिमी को शीर्ष पर और नीचे की तरफ 20 मिमी मांप रखा गया है यह रिइंफोर्स कंक्रीट निर्माण के लिए न्यूनतम कवर के रूप में निर्धारित मात्रा की तुलना में कम है स्टील केरिइंफोर्समेन्ट को इकाई के अंदर रखा गया है और फिर आप उस कवर को देखते हैं जो कंक्रीट स्टील को प्रदान कर रहा है तो यह पहले से ही संरक्षित है लेकिन यह सुरक्षा की दूसरी परत है हालाँकि इकाइयाँ आमतौर पर झरझरी होती हैं और इसलिए कंक्रीट स्टील की रक्षा करता है यदि आप संयुक्त रिइंफोर्समेन्ट कर रहे हैं तो आपके पास जोड़ में कंक्रीट नहीं है आपके पास जोड़ में बस मोर्टार है और आपको उच्च शक्ति वाले मोर्टार का उपयोग करना होगा आपको कमजोर मोर्टार का उपयोग करने की अनुमति नहीं है और यह मुख्य रूप से स्थायित्व के दृष्टिकोण से है मोर्टार की जितनी स्ट्रेंथ होगी उसकी सरंध्रता उतनी ही काम होगी और इसलिए उच्च शक्ति मोर्टार जो की H1 और H2 हैं उनका उपयोग किया जायेगा अगर आप बेड जॉइंट रिइंफोर्समेन्ट का उपयोग कर रहे हैं और जहाँ तक स्टील रिइंफोर्समेन्ट का संबंध है आपको वह Fe 415 या उससे कम का उपयोग करना होगा अब यह चुनौती है क्योंकि उच्च शक्ति वाले स्टील की मेसनरी से अधिक मांग होगी और इससे स्टील विफल हो टूट सकता है और आप ऐसी ब्रिटल अवस्था नहीं चाहते तो इसलिए आप स्टील रिइंफोर्समेन्ट को Fe 415 या उससे कम रखेंगे इसलिए उन शक्तियों के बीच संगतता होना महत्वपूर्ण है और यह आवश्यकता अनुकूलता के दृष्टिकोण से आती है निश्चित रूप से आप निर्माण के लिए गोल सलाख़ों का उपयोग नहीं कर सकते आपको विकृत बार का उपयोग करना होगा अब जहाँ भी भूकंपीय प्रतिरोध के लिए डिज़ाइन के दृष्टिकोण से आवश्यकता होती है अथवा हवा के बल के लिए क्षैतिज बलों को प्रसारित करने की आवश्यकता है आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दीवार से आने वाले स्टील रिइंफोर्समेन्ट को फर्श या रूफ डायाफ्राम से पर्याप्त रूप से बाँधा गया है डिटेलिंग ऐसी करनी पड़ती है की स्टील रिइंफोर्समेन्ट फर्श पर या रूफ डायाफ्राम पर पर्याप्त रूप से अपने आप को एंकर कर सके और इसकी लंबाई पर्याप्त होनी चाहिए आइये अब हम इफेक्टिव स्पैन के बारे में बात करते है इसकी परिभाषा क्या है जहाँ तक की इन संरचनात्मक सदस्यों का संबंध है और क्या हमें विभिन्न इफेक्टिव स्पैन पर ध्यान देना चाहिए तो अगर आप सपोर्टेड मेंबर को या आप कॉन्टिनोस मेंबर बीम को देख रहे हैं इसमे समर्थन या स्पष्ट दूरी के बीच छोटे बीमों का उपयोग किया जाता हैं लेकिन अगर आप केंटिलीवर को देख रहे हैं तो आप केंटिलीवर के अंत से ब्रैकट के बीच की दूरी को देख सकते हैं या प्रभावी गहराई का आधा क्षेत्र मतलब जो भी इसमे से अधिक है तो ये विशिष्ट आवश्यकताएं हैं जिन्हें आप रिइंफोर्स कंक्रीट में भी देखते हैं लेकिन जब आप प्रभावी अवधि की गणना कर रहे हैं आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप किस प्रकार के सदस्य को देख रहे है और सीमा की स्थिति क्या है और जब आप जब आप के अनुपात को देखते हुए दीवारों के संबंध में स्लैंडरनेस रेश्यो का आकलन करते हैं और यह तब है जब वे अपने प्लेन पर लंबवत होते हैं तो हम अधिकतम स्लैंडरनेस रेश्यो को 27 तक ला सकते हैं तो यह एक संख्या है जिसे आपको ध्यान में रखना चाहिए अधिकतम स्लैंडरनेस रेश्यो दीवार के वर्टीकल भार वहन क्षमता से 27 तक सीमित है हालाँकि यदि आप डिज़ाइनिंग कॉलम को देख रहे हैं यह संख्या 20 तक सीमित है मतलब दीवारों के लिए 27 और स्तंभों के लिए 20 हालाँकि सभी स्तंभों के डिजाइनों को पक्ष के 10 प्रतिशत की न्यूनतम सनकीता पर विचार करना चाहिए तो रिइंफोर्स मेसनरी में न्यूनतम एक्सेंट्रिसिटी कंक्रीट कोड पक्ष आयामों का 5 प्रतिशत है यहां हम साइट आयाम का 10 प्रतिशत देख रहे हैं और यह इमारत की कारीगरी की वजह से होता है ब्लॉक के साथ जो दीवार बनाई जाती है वह कंक्रीट के खिलाफ अतिरिक्त एक्सेंट्रिक हो सकती है जिसकी वजह से कारीगरी की कम समस्याएं हो सकती हैं पहले के उदाहरण में हमने वर्टीकल लोडेड की स्लैंडरनेस रेश्यो 27 के सीमित मूल्य पर देखी थी लेकिन अगर आप एक ऐसी दीवार को देख रहे हैं जिसको पार्श्व बलों का विरोध करने के लिए डिज़ाइन किया गया है या यदि आप एक बीम को देख रहे हैं जो दीवार पर टिकी है तो आपको प्रभावी अवधि की सीमा का उपयोग करना होगा आपको इस तालिका द्वारा निर्धारित प्रभावी डेप्थ अनुपात और अधिकतम प्रभावी अवधि को देखना होगा और आप देख सकते हैं कि सीमा की स्थितियों के आधार पर जब एक दीवार आउट ऑफ़ प्लेन बेन्डिंग के लिए मानी जाती है तब केवल 2 दिशाओं में झुकने के लिए निरंतर समर्थन बीम के द्वारा होता है हम यहाँ ज़्यादा स्लैंडरनेस रेश्यो या उच्च इफेक्टिव स्पैन की दीवार के लिए विचार कर सकते हैं जबकि प्लेन में बीम के झुकाव मूल्यों के लिए हम वर्टीकल तुलनीय लोड का उपयोग कर रहे हैं निश्चित आवश्यकताओं का एक समूह है जो आपके पास रिइंफोर्समेन्ट संबंधित विवरण में है क्योंकि मूलभूत कारणों में जिसकी वजह से रिइंफोर्स मेसनरी बहुत लोकप्रिय नहीं है विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जहां नमी है वहाँ भारी बारिश से नमी का स्तर अधिक होता है जिससे जंग की समस्या होती है इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कारीगरी और उपयोग की जाने वाली सामग्री इन के स्थायित्व से समझौता न करे और इसलिए जहां तक सुदृढीकरण और विस्तार की विशिष्ट आवश्यकताएं हैं हम उनमें से कुछ को यहां देखेंगे हम इन दीवारों को डिज़ाइन करने के लिए तनाव के दृष्टिकोण का उपयोग कर रहे हैं और इसलिए जब आप पार वर्गों पर काम करने जा रहे हैं हम मूल रूप से एक रूपांतरित खंड दृष्टिकोण का उपयोग करेंगे और मेरा मानना है कि आप सभी रूपांतरित खंड दृष्टिकोण से परिचित होंगे हालांकि कंक्रीट और स्टील के दोनों कोड IS 456 और IS 800 लंबे समय तक काम करने वाले तनाव दृष्टिकोण का उपयोग नहीं करते हैं लेकिन आपको मॉड्यूलर अनुपात का उपयोग करके रूपांतरित क्षेत्रों की गणना करनी होगी जहां क्रॉस सेक्शन का वास्तविक क्षेत्र विरोध कर रहा है जहाँ As स्टील के क्रॉस सेक्शन का क्षेत्र है और m कंक्रीट या स्टील और इलास्टिसिटी का रेश्यो है इसलिए रूपांतरित अनुभाग दृष्टिकोण का उपयोग आपके डिज़ाइन की गणना होगी और उसके बाद से हम अनुमेय तनाव दृष्टिकोण के भीतर काम करेंगे आपकी कठोरता की गणना उन सीमाओं के अनुरूप में होगी जो हमने कठोरता के लिए ग्रहण किया था जहां तक स्टील का संबंध है स्वीकार्य तनाव के अनुसार हम बार पर बार डाइमेटेर की बात कर रहे हैं यह 20 मिलीमीटर का होना चाहिए और हल्के स्टील सलाख़ों के स्वीकार्य तनाव 140 और 130 एमपीए स्वीकार्य होता है और यदि आप उच्च शक्ति बार्स का उपयोग कर रहे हैं तो यह 230 MPa हो सकता है अगर आप कंप्रेसिव स्ट्रेस देख रहे हैं क्योंकि रीइन्फोर्समेंट बार को स्ट्रेस के लिए अकाउंट किया जा सकता है और यदि आप हल्के स्टील का उपयोग कर रहे हैं तो स्वीकार्य तनाव के रूप में 130 MPa का कम्प्रेस्सिवे स्ट्रेस मान्य है इसलिए मेसनरी डिज़ाइन के लिए दृष्टिकोण ये मानक साहित्य और विदेशी कोड से नुस्खे हैं यह रिइंफोर्समेन्ट के आकार के अनुसार न्यूनतम आवश्यकताएं है और रिइंफोर्समेन्ट में सलाख़ों का अधिकतम आकार 25 मिमी है क्योंकि आप आमतौर पर दीवार क्रॉस सेक्शन और वॉल क्रॉस सेक्शन के अंदर एम्बेड करके काम कर रहे हैं तो 25 मिमी बार रिइंफोर्समेन्ट का अधिकतम आकार है और 8 मिलीमीटर इसके न्यूनतम आकार के रूप में निर्धारित किया गया हैं रिइंफोर्समेन्ट सलाख़ों के अंतर मेरा मतलब है समानांतर सलाख़ों और स्पष्ट दूरी के बीच का अंतर 25 मिलीमीटर से कम नहीं होना चाहिए और यह मोटे समुच्चय में होना चाहिए और ग्राउटिंग करते समय यह ख़राब नहीं होना चाहिए और यदि आप बार को देख रहे हैं तो डिज़ाइन करते समय रिइंफोर्समेन्ट और स्तंभ के बीच रिक्त वर्टीकल सलाख़ों के बीच की स्पष्ट दूरी बार डाइमेटेर के 15 गुना होनी चाहिए मतलब यह 35 mm से कम नहीं होनी चाहिए आपको गणना करते समय इन आवश्यकताओं का पालन करना होगा हम स्टील रिइंफोर्समेन्ट की निरंतरता और क्षैतिज डायाफ्राम और दीवारें की आवश्यकता के बारे में बात कर रहे है तो डवलपमेंट लेंथ Ld का अनुमान इस्पात fs की अनुमति तनाव में 025 गुना लगाया जा सकता है f s स्टील का टेंसिल स्ट्रेस है लेकिन यह 300 mm से कम नहीं हो सकता है तो न्यूनतम 300 mm की डवलपमेंट लेंथ प्रदान की जानी चाहिए और आप स्प्लिइससे आगे मानक हुक प्रदान कर सकते हैं जो एंकर की देखभाल कर सकता हैं और जैसा कि हम फ्लेक्सोरल रएंफोर्रसमेंट की वक्रता कंक्रीट डिज़ाइन में करते हैं आप अलग अलग क्षेत्रों में भी फ्लेक्सुरल रिइंफोर्समेन्ट की वक्रता कर सकते हैं जहां न्यूनतम मांग अधिकतम मांग से कम है लैप स्प्लिसिंग भी एक ऐसी चीज है जिसका आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि रेफोर्सेमेंट का असर माध्यम दीवारों से वर्टीकल दिशा में जाने वाला है इसलिएलैप स्प्लिसिंग प्रावधानों का भी हिसाब देना होगा जहां तक इस्पात के बंधन और संक्षारण संरक्षण के मुद्दों का संबंध है यह मजबूत करने वाली सलाख़ों के बीच है और 10mm के न्यूनतम स्पष्ट आवरण में या 15mm के न्यूनतम स्पष्ट आवरण में एम्बेडेड किया जाता है और यदि आप रिइंफोर्समेन्ट को मोर्टार बेड जॉइंट में रख रहे हैं आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपके पास न्यूनतम दूरी 15mm से कम न हो मोर्टार जॉइंट के ऊपर और नीचे आपको कम से कम 2 मिलीमीटर सामग्री देनी चाहिए आज हमारे पास उच्च शक्ति वाले मोर्टार उपलब्ध हैं तो यदि आप फ्लैट ट्रस्ट प्रकार के साथ जा रहे हैं तो वास्तव में आप संयुक्त मोटाई को कम सकते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि जॉइंट बेड की मोटाई अधिक होने से मेसनरी की ताकत कम होती है इसलिए आप मेसनरी की ताकत के साथ समझौता नहीं करते हुए उच्च शक्ति संयुक्त मोटर्स का उपयोग कर सकते हैं संक्षारण प्रतिरोध के लिए आप स्टेनलेस स्टील का उपयोग करते हैं लेकिन इससे निर्माण की लागत बढ़ जाती है आपको गैल्वेनाइज्ड हॉट डिप गैल्वेनाइज्ड या इपोक्सी कोटेड स्टील रिइंफोर्समेन्ट का इस्तेमाल या सुनिश्चित करने के लिए करना होगा की जंग के खिलाफ सुरक्षा रहे आपके स्टील बार का उपयोग भी कर सकते हैं जो जंग से संरक्षण प्रदान करता हैं कोड विशेष रूप से उन प्रावधानों पर अनुभाग समर्पित कर रहा है जो आपको संक्षारण संरक्षण के चाहिए क्योंकि क्यूरोशन की यह समस्या मेसनरी के पूरे उद्देश्य को हरा सकती है खासकर की उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जहाँ उच्च आर्द्रता है जहां तक संरचनात्मक डिज़ाइन का संबंध है कुछ विशिष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं और हम विस्तार से प्रत्येक डिज़ाइन की जांच करेंगे लेकिन आप अगले कुछ स्लाइड्स में समग्र आवश्यकताओं को देखने जा रहे हैं जो संरचनात्मक डिज़ाइन का संबंध है यदि आप उन सदस्यों को देख रहे हैं जो फ्लेक्सचर और अक्षीय बलों के अधीन हैं हम रिइंफोर्स मेसनरी की दीवारों के लिए पी एम इंटरैक्शन को विस्तार से देखेंगे यदि अक्षीय तनाव सामग्री की कम्प्रेशन शक्ति के 10 प्रतिशत से कम है तो आप दीवार को एक बेन्डिंग डिज़ाइन मान सकते हैं इसका अर्थ है कि हम वास्तव में दीवार में कम्प्रेशन के लाभकारी प्रभाव निर्भर नहीं हैं तो आप के लिए एक डिज़ाइन तभी सक्रीय हैं जब अक्षीय तनाव का स्तर सामग्री की मेसनरी निरंतरता के 10 प्रतिशत से कम हो तो कम से कम टेंशन स्टील का 50 प्रतिशत जो मध्य अवधि में और कम से कम 25 प्रतिशत समर्थन के माध्यम से किया जाना चाहिए जब आप कॉलम देख रहे हों तो स्टील का न्यूनतम प्रतिशत जो रिइंफोर्स मेसनरी स्तंभों पर होना चाहिए वह 025 प्रतिशत या शुद्ध क्षेत्र का 025 प्रतिशत हैलेकिन 4 बार से कम नहीं तो सलाख़ों की न्यूनतम संख्या जो आपको रिइंफोर्स मेसनरी में प्रदान करनी चाहिए वह 4 बार है और न्यूनतम प्रतिशत 025 प्रतिशत है तथापि स्टील का अधिकतम प्रतिशत जो आप प्रदान कर सकते हैं वह 4 प्रतिशत है और यह वास्तव में उच्चतर पक्ष है आपको 2 या 3 मंजिला रिइंफोर्स मेसनरी संरचनाओं के लिए ऐसा कहीं भी प्रदान नहीं करना चाहिए पार्श्व संबंधों को भीतर कॉलम प्रदान करना चाहिए तो कैविटीज़ को पर्याप्त होना चाहिए ताकि पार्श्व संबंध प्रदान करने में सक्षम हो सकें ये संबंध कम से कम 6 मिलीमीटर का व्यास होना चाहिए और वर्टीकल रिक्ति के साथ होना चाहिए मतलब की अनुदैर्ध्य सलाख़ों के व्यास के 16 गुना या उससे कम या 48 गुना खुद के जोड़ का तो ये बहुत विशिष्ट आवश्यकताएं हैं जिन्हें आप जांच सकते हैं जो पार्श्व संबंधों या स्तंभ के पार्श्व आयाम के अंतर हैं आपको 135 डिग्री हुक भी प्रदान करने की आवश्यकता है जो यह सुनिश्चित करे कि स्टील रिइंफोर्समेन्ट की उपज क्षमता से पहले कोर कंक्रीट में निहित है और यह मेसनरी के भूकंपीय प्रतिरोध और रिइंफोर्स कंक्रीट निर्माण के लिए एक विशेष आवश्यकता है जब आप दीवारों या बीम को देख रहे हैं जो शियर के अधीन हैं तो यह आवश्यक है कि सुदृढीकरण पर विचार किया जाना चाहिए जब आप शियर और न्यूनतम क्षेत्र के लिए डिज़ाइन कर रहे हों तो लोड की दिशा पर निर्भर करता है जो Av कहलाती है यह fs द्वारा विभाजित रिक्ति बल है जो स्टील द्वारा विभाजित स्टील में अनुमेय तनाव है तो Vs f s d शियर रिइंफोर्समेन्ट का न्यूनतम क्षेत्र है जो आपको प्रदान किया जाना चाहिए और वहाँ एक रिक्ति की आवश्यकता है और साथ ही शियर रिइंफोर्समेन्ट की अधिकतम रिक्ति है जो 05d या 12 मीटर से कम है और फिर यह निर्भर करता है कि दीवार केंद्रित भार या समान रूप से वितरित भार के अधीन है या तो अधिकतम शियर मांग केंद्रित लोडिंग के बिंदु पर या UDL के साथ हैं और अगर वहाँ कोई स्थानीय कम्प्रेशन नहीं है जो लाभकारी प्रभाव प्रदान कर रहा है आप 05 d की इस दूरी का उपयोग सपोर्ट फेस देखने के लिए नहीं सकते तो हमारे बीच के स्थानों के बीच यह अंतर है लेकिन हम समर्थन पर शियर बल नहीं ले रहे है लेकिन 05d पर कम्प्रेशन एट में उपलब्ध है फिर मोटे तौर पर हमें पेर्मिसिबल कंप्रेसिव फोर्सपेर्मिसिबल शियर तनाव और पेर्मिसिबल टेंसिल तनाव को देखना है क्योंकि आपको बाकी अनुयको की इससे जांच करनी होगी तो अगर आपको अनरेन्फोर्स्ड मेसनरी याद हो हमने इस अभिव्यक्ति के 2 भाग देखे हैं हमने 3 संशोधन कारकों को देखा था जो की शेप मॉडिफिकेशन फैक्टर स्ट्रेस रिडक्शन फैक्टर और एरिया फैक्टरarea factor थे हम अब एरिया फैक्टर और शेप मॉडिफिकेशन फैक्टर को नहीं ला रहे हैं क्योंकि यदि वे किसी भी तरह से अपने प्रभाव के संदर्भ में शासित नहीं है और उनका प्रभाव नगण्य हैं और इसलिए हम केवल सेकंड आर्डर इफेक्ट्स एक्सेंट्रिसिटी रेश्यो और स्लैंडरनेस रेश्यो को देखने जा रहे हैं तो k s के रूप में पहले तनाव में कमी कारक बना हुआ है लेकिन आपके पास ये 2 भाग हैं एक हिस्सा जो कम्प्रेशन के प्रतिरोध को देखता है या मेसनरी से आने वाली कम्प्रेस्सिव ताक़तों को देखता है आपके पास 025 की संख्या है अगर आपको याद हो तो हमने कंप्रेसिव स्ट्रेस को मेसनरी की एक चौथाई ताकत के रूप में लिया था इसलिए हम मेसनरी द्वारा किए गए तनाव को एक चौथाई या उससे कम पर सीमित कर रहे हैं और An को हम शुद्ध क्षेत्र मान सकते है अभिव्यक्ति का दूसरा भाग पेर्मिसिबल कम्प्रेस्सिव फाॅर्स में लाता है यह बल है जो स्टील ले सकता है और यह 065 fst है A s स्टील के क्रॉस सेक्शन का क्षेत्र है इसलिए आपको तनाव कम करने वाले कारकों के उसी सेट को देखना होगा जो हमने पहले इस्तेमाल किया था जब हम अप्रतिबंधित मेसनरी डिज़ाइन को देख रहे थे जब हम एक्सेंट्रिसिटी रेश्यो को देख रहे थे अब यह शून्य से एक तिहाई या एक चौथाई या आधी भी हो सकती है और स्लैंडरनेस रेश्यो 6 से 27 के बीच में रहती है तो यह कुछ ऐसा है जो हमने पहले देखा है और यह हमें पेर्मिसिबल कम्प्रेस्सिव फ़ोर्स का अनुमान लगाने में मदद करेगा तो आप इस बात पर निर्भर कर सकते हैं कि आपके पास अनग्राउट या ग्राउट या आंशिक रूप से ग्राउट की गई दीवार है आप वास्तव में उस हिस्से का उपयोग कर रहे हैं जो मेसनरी क्रॉस सेक्शन का भाग हैं इकाई और ग्राउट भाग के रूप में जो कम्प्रेशन को छोड़ता है जो बाईं हाथ की ओर है और जो इस अभिव्यक्ति का एक आधा हिस्सा है और दूसरा आधा सिर्फ स्टील है स्टूडेंट सर ग्राउट का एक अलग कंप्रेसिव होगा ग्राउट में एक अलग कम्प्रेस्सिव तनाव होगा तो यह सामग्री पर निर्भर करता है इस बात पर निर्भर करता है कि आप कंक्रीट इकाई में कंक्रीट ग्राउट देख रहे हैं या एक मिट्टी की ईंट इकाई में कंक्रीट ग्राउट जो कि कम्प्रेस्सिव ताकत को सीमित करने के संदर्भ में बनाया जा सकता है लेकिन यहां Fm वास्तव में मेसनरी इकाई की ताकत के लिए हैं तो यह मेसनरी इकाई की ताकत है या तो दोनों के निचले हिस्से में होगी या ग्राउट कम से कम मेसनरी दबाव की शक्ति के बराबर है इसलिए पहले की आवश्यकताओं में से एक यह था कि ग्राउट सामग्री की ताकत इकाई की ताकत के बराबर अवश्य होनी चाहिए इसलिए यदि आप इस दृष्टिकोण से शुद्ध क्षेत्र का अनुमान लगाएँ इस पर निर्भर करता है कि आपके पास ग्राउट दीवार है या आंशिक रूप से या पूरी तरह से ग्राउट की गई दीवार हैं आप उस भाग के लिए लेखांकन कर रहे हैं जो कम्प्रेशन की देखभाल कर रहा हैं और दूसरा भाग जो तनाव का विरोध कर रहा है लेकिन यह कम्प्रेशन प्रतिरोध में योगदान भी दे रहा हैं छात्र तो यह थोड़ा रूढ़िवादी मूल्य है इस तथ्य पर विचार करना रूढ़िवादी है कि ग्राउट और यूनिट के लिए कम से कम वही ताकत आवश्यक है यदि आप अक्षीय बल और बेन्डिंग के संयोजन को देख रहे हैं तो आपके पास तनाव ढाल के लिए अनुमेय संकुचित तनाव लेखांकन में वृद्धि की पूर्व संभावना थी आप अनरिइंफोर्समेन्ट मेसनरी डिज़ाइन के लिए अनुमेय संकुचित तनाव को 25 प्रतिशत से बढ़ा सकते हैं और इस डिज़ाइन तरीके में फिर से अनुमति दी गई है यदि आपके पास संयोजन के कारण अक्षीय बल और बेन्डिंग की क्रिया के संकुचित तनाव है तो आप कम्प्रेशन fa में अनुमेय तनाव बढ़ा सकते हैं जो fa का 125 गुना है लेकिन अगर कोई तनाव प्रवणता नहीं है यह fa हैं जहाँ तक अनुमेय तन्यता तनावों का संबंध है यह वही है जो हमने अनरिइंफोर्समेसनरी कोड में प्रयोग किया है जो फिर से क्रॉस सेक्शन में 007 से 01 एमपीए बिंदु के बीच भिन्न होता है जहां तक अनुमेय शियर तनाव का संबंध है कोड उन बीमों के बीच अंतर करता है जिन्हें आप डिज़ाइन कर रहे हैं रिइंफोर्स बीम जिनको आप डिज़ाइन कर रहे हो और दीवारें और फिर से दीवारों को अलग कर सकते हैं या आप स्लेंडर दीवारों या स्क्वाट दीवारों को देख रहे हैं और शियर तनाव का अनुमान लगा सकते हैं फ्लेक्सुरल सदस्यों के लिए यदि आप दीवारों के आउट ऑफ़ प्लेन बेन्डिंग से बाहर देख रहे हैं या यदि आप वेब रिइंफोर्स देख रहे हैं या यदि आप वेब रिइंफोर्समेन्ट कर रहे हैं या नहीं शियर की देखभाल करने के लिए तो शियर का सीमित मूल्य तनाव निर्धारित हैं वेब शियर रिइंफोर्समेन्ट उच्चतर है लेकिन मान भिन्न होता है मेसनरी की कम्प्रेस्सिव ताकत के वर्ग मूल के रूप में भिन्न होता है जो कि शियर की ताकत हैं मेसनरी की संक्षिप्त शक्ति के साथ भिन्न होती है इसलिए आपके पास वेब शियर रिइंफोर्समेन्ट के बिना 025 MPa तक के मूल्य सीमित हैं और वेब शियर रिइंफोर्समेन्ट के साथ फ्लेक्सुरल सदस्यों के लिए शियर तनाव 075 एमपीए तक हैं हम दीवारों के लिए अभिव्यक्तियों के पीछे के आधार की अधिक विस्तृत जांच करेंगे जब हम शियर के लिए दीवारों के डिज़ाइन में आते हैं लेकिन मूल रूप से आप अनुमेय तनाव अनुमान लगाते हैं आपके डिज़ाइन के लिए अधिकतम मूल्य Fv द्वारा सीमित हैं जहां आप वेब शियर रइंफोर्समेन्ट प्रदान करते हैं और वेब शियर रिइंफोर्समेन्ट की आवश्यकता है शियर बलों का विरोध करना जो दीवार पर आ रहे हैं या वेब शियर रिइंफोर्समेन्ट के बिना आने वाले पर लेकिन फिर यह एम वी डीMVd अनुपात के आधार पर वर्गीकरण है जो कि दीवार h l का अनुपात के अलावा कुछ भी नहीं है तो एक से कम दीवार के पहलू अनुपात का मतलब होगा कि हम स्क्वाट दीवारों को देख रहे हैं और पहलू अनुपात 1 से अधिक का मतलब होगा कि हम स्लेंडर दीवारों देख रहे हैं और इतने पर निर्भर करता है कि हम स्क्वाट दीवारों या स्लेंडरदीवारों को देख रहे हैं स्क्वाट दीवार में शियर व्यवहार हावी होने लगता है और इसलिए शियर तनाव पर सीमा है पहलू अनुपात के विचार के आधार पर आप देखते हैं कि M Vd अनुपात अभिव्यक्ति में आता है और मेसनरी की कम्प्रेस्सिव ताकत के वर्ग मूल के रूप में भिन्न होता है जब आपके पास दीवारें हैं जहां आप वेब शियर रिइंफोर्समेन्ट डिज़ाइन कर रहे हैं और अनुपात एक से अधिक है अधिकतम मूल्य अनुमेय तनाव का 0125 वर्ग मीटर का f m हैं जो छोड़ दिया गया हैं और 04 एमपीए से कम और सीमित है तो आपके पास एक से अधिक स्थिति भी है इसके साथ ही आपके पास अनुमेय संकुचित तनावों तन्य तनाव और शियर तनाव की परिभाषाएँ हैं लेकिन अगर आप भूकंपीय डिज़ाइन आवश्यकताओं को देख रहे हैं तो हम ने इस संबंध में मॉड्यूल के शुरुआत के व्याख्यान में इसे देखा है तो मैं सिर्फ कैपिंग और रीकैपिंग कर रहा हूँ और फिर आपको इन विवरणों की आवश्यकताओं का अंदाजा देना होगा तो मेसनरी संरचना में शियर दीवारों के प्रदर्शन स्तर के आधार पर आप प्लेन शियर का विरोध करने और रिइंफोर्समेन्ट डिज़ाइन का विस्तार करने के लिए दीवारों को नामित कर सकते हैं और विभिन्न प्रदर्शन स्तरों के रिइंफोर्समेन्ट का विस्तार करें तो मेसनरी शियर दीवारों के विभिन्न प्रदर्शन स्तर जो रिइंफोर्स मेसनरी कोड के भूकंपीय डिज़ाइन प्रावधान मानते हैं उन की 3 अलग अलग श्रेणियां हैं ए टाइप बी टाइप और सी टाइप और टाइप ए को अपरिवर्तित मेसनरी के रूप में संदर्भित किया जाता है लेकिन न्यूनतम स्टील के साथ है तो यह विस्तृत अनरिइंफोर्स मेसनरी है वे अब विशुद्ध रूप से अनरिइंफोर्स मेसनरी नहीं हैं लेकिन स्टील को डिज़ाइन नहीं किया गया है यह केवल कुछ न्यूनतम आवश्यकताओं के आधार पर नहीं हैं और यह क्षेत्र 2 और क्षेत्र 3 तक सीमित है और यदि आप इसका उपयोग कर रहे हैं यदि आप शियर की दीवार के इस श्रेणी में हैं तो आप 25 के आर कारक का उपयोग कर सकते हैं जबकि अगली 2 श्रेणियां बी और सी हैं जिन्हें रिइंफोर्स मेसनरी के रूप में संदर्भित किया जाता है जिसका अर्थ है कि आप वास्तव में दीवार को एक फ्लेक्सुरल दीवार या एक शियर दीवार के रूप में डिज़ाइन कर रहे हैं और यह अनुमान लगाते हुए कि स्टील के रिइंफोर्समेन्ट को कितना रखा जाना है जबकि पहले ए प्रकार की दीवार को अभी भी आवश्यकताओं के अनुसार डिज़ाइन करना होगा IS 1905 क्यों आप शियर तनाव की अनुमति अनुमेय शियर तनाव अनुमेय संकुचित तनाव और अनुमेय तन्यता तनाव की जांच करेंगे और फिर इसके लिए न्यूनतम रिइंफोर्समेन्ट प्रदान करते हैं ए प्रकार की दीवार के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए जबकि टाइप बी और टाइप सी उन आवश्यकताओं के अनुसार डिज़ाइन किया जाना चाहिए जिन्हें आपने पिछली कुछ स्लाइड्स में देखा था जहाँ अवधि और अनुमेय शियर तनाव अनुमेय संकुचित तनाव और फिर न्यूनतम रिइंफोर्समेन्ट का ध्यान रखना होगा तो यह डिज़ाइन किया गया है और रिइंफोर्समेन्ट की न्यूनतम आवश्यकताओं के अनुरूप है बी टाइप एक साधारण रिइंफोर्स मेसनरी के रूप में जाना जाता है टाइप सी अधिक न्यूनतम आवश्यकताओं के साथ स्टील इन दोनों श्रेणियों के साथ एक विशेष रिइंफोर्स मेसनरी श्रेणी बन जाता है जो जोन 4 और 5 के साथ R के कारक 3 और R के कारक 4 पर लागू होते हैं इसलिए हम इस न्यूनतम आवश्यकता की शर्तों के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए जब हम रिइंफोर्स मेसनरी कहते हैं तो यह रिइंफोर्स मेसनरी डिज़ाइन नुस्खे के रूप में राष्ट्रीय बिल्डिंग कोड में बी और टाइप सी हैं जबकि टाइप ए के लिए आईएस 1905 पर जाएं और न्यूनतम स्टील की आवश्यकता के अनुसार निर्धारित है इसलिए ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनमें रिइंफोर्समेन्ट प्रदान किया जाना है जिनमें स्टील को वर्टीकल स्टील के संबंध में प्रारंभिक के दोनों तरफ प्रदान किया जाना है जब आप इसे खोलते हैं तो प्रारंभिक के किनारे एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है इसी तरह दीवार के सिरे जहां सीमा की स्थिति है वो एक स्थान हैं जो फिर से एक महत्वपूर्ण स्थान जाना जाता है तो वर्टीकल स्टील रिइंफोर्समेन्ट उन महत्वपूर्ण स्थानों में प्रदान किया जाना है और उन महत्वपूर्ण स्थानों में कितनी स्टील उपलब्ध कराई जानी चाहिए जो न्यूनतम आवश्यकता है और यह कम से कम उन क्षेत्रों में 100 मिमी 2 होना निर्धारित है इसी तरह क्षैतिज स्टील को फिर से महत्वपूर्ण स्थानों में प्रदान किया जाना है जहां दीवार फर्श स्लैब के साथ इंटरैक्ट करती है तो दीवार के ऊपर और नीचे एक न्यूनतम आवश्यकता है कि आपके पास एक बांड बीम रिइंफोर्समेन्ट है तो आपके पास लिंटेल बैंड हैं और रूफ बैंड या प्लिंथ बैंड जहां स्टील रिइंफोर्समेन्ट 100 मिलीमीटर वर्ग पर है और इन दोनों के बीच की दूरी कम से कम 3 मीटर है इसलिए यदि 100 मिमी बांडबांड बीम रिइंफोर्समेन्ट फिर रिक्ति लगभग 3 मीटर है जिसका मतलब है कि यदि ऊँचाई लगभग 3 मीटर है तो कम से कम आपके पास छत के बैंड और एक प्लिंथ बैंड होना चाहिए आपको भूकंपीय डिज़ाइन के आधार पर और अधिक देने की अनुमति है और ये अन्य महत्वपूर्ण स्थान हैं जो दीवारों के किनारों और प्रारंभिक के किनारे हैं जहां विशिष्ट आवश्यकताओं का पालन करना है जहां तक इन महत्वपूर्ण स्थानों पर आप कितना स्टील और कितनी दूरी पर दे रहे हैं तो कोड आपको मौखिक आवश्यकताओं का एक पूरा सेट देता है जो फिर से विभिन्न प्रकार की दीवारों के लिए ड्राइंग में पुन प्रस्तुत किया गया है तो पहले प्रकार A को एक विस्तृत URM शियर दीवार के रूप में जाना जाता है तो URM शियर दीवार आईएस 1905 डिज़ाइन से आ रहा है लेकिन यह राष्ट्रीय बिल्डिंग कोड की आवश्यकताओं के अनुसार है जो कि आपके A प्रकार की दीवार है फिर वर्टीकल स्टील की न्यूनतम आवश्यकता जैसा हमने पिछली स्लाइड में देखा और उनके बीच अधिकतम अंतर को क्रिटिकल स्थान में देखा जो दीवारों के कोनों थे और 400 मिलीमीटर प्रारंभिक स्थान के किनारों के आसपास हैं और दीवारों के छोर पर दीवार के छोर से 200 मिलीमीटर हैं क्षैतिज रिइंफोर्समेन्ट फिर से न्यूनतम प्रदान करने की आवश्यकता है और किस रिक्ति पर और स्टील के रिइंफोर्समेन्ट के संबंध में भी समाप्त नहीं होना चाहिए जहां महत्वपूर्ण स्थान है या प्रारंभिक खुद ही समाप्त हो रहा है लेकिन इसके बाद मेसनरी निर्माण में कम से कम 500 मिलीमीटर या 40 गुना बढ़ा प्रारंभिक के चारों ओर बार व्यास होना चाहिए और छत या मंज़िल के करीब फिर से जो एक महत्वपूर्ण स्थान हैं जहाँ निरंतर क्षैतिज स्टील को या तो एक बांड बीम के रूप में प्रदान किया जाना है या स्टील केरिइंफोर्समेन्ट के रूप में जो उस स्थान पर चलता है इसलिए इन विशिष्टताओं के सेट का पालन करना होगा और न्यूनतम रिइंफोर्समेन्ट की आवश्यकता के रूप में और 1905 के अनुसार डिज़ाइन की गई URM शियर की दीवार के ऊपर वर्गीकृत करना होगा अन्य दो श्रेणियां टाइप बी दीवार और टाइप सी दीवार हैं टाइप बी दीवार में आप राष्ट्रीय भवन संहिता की आवश्यकताओं के अनुसार डिज़ाइन कर रहे हैं और यह सुनिश्चित करे कि आप पहले से ही स्टील कोड की आवश्यकताओं के अनुसार डिज़ाइन कर रहे हैं आप पहले से बताई गई न्यूनतम आवश्यकताओं का अनु पालन किया गया हैं जबकि टाइप सी रिइंफोर्स मेसनरी वाली दीवारें जिन्हें आप राष्ट्रीय भवन संहिता की आवश्यकता के अनुसार डिज़ाइन कर रहे हैं लेकिन स्टील की आवश्यकता का न्यूनतम प्रतिशत हैं तो हॉरिजॉन्टल और वर्टीकल स्टील एक साथ रिइंफोर्समेन्ट का योग दीवार के सकल क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र का कम से कम 02 प्रतिशत होना चाहिए और प्रत्येक दिशा में न्यूनतम रिइंफोर्समेन्ट न्यूनतम हॉरिजॉन्टल स्टील और न्यूनतम वर्टीकल स्टील व्यक्तिगत रूप से सकल क्रॉस अनुभागीय क्षेत्र का 007 प्रतिशत होना चाहिए तो जब आप विशेष रिइंफोर्स मेसनरी दीवार शियर दीवार निर्माण के लिए आते हैं आप टाइप ए और बी टाइप के लिए उपयोग की जाने वाली न्यूनतम आवश्यकताओं का उपयोग नहीं करेंगे लेकिन यह विशिष्ट प्रतिशत के संदर्भ में अधिक है जिसका आपको पालन करना होगा इसके अलावा हॉरिजॉन्टल और वर्टीकल रिइंफोर्समेन्ट की अधिकतम दूरी शियर की दीवार की लंबाई का एक तिहाई या शियर की दीवार की ऊंचाई का एक तिहाई से कम या 12 मीटर तीनो मूल्यों से कम होना चाहिए और आप कितना हॉरिजॉन्टल स्टील और कितना वर्टीकल स्टील प्रदान कर रहे हैं आमतौर पर आपका वर्टीकल स्टील हॉरिजॉन्टल स्टील से अधिक होगारिइंफोर्समेन्ट का न्यूनतम क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र वर्टीकल दिशा शियर रिइंफोर्समेन्ट की आवश्यकता का कम से कम एक तिहाई होना चाहिए इसलिए यदि आप हमारे पहले वाले परिचयात्मक व्याख्यान में स्लाइड्स को याद करते हैं तो 2 के बीच की यह कड़ी जरूरी है यह स्थापित किया गया है कि वर्टीकल स्टील क्षैतिज स्टील की प्रभावशीलता में सुधार करता है तो शियर रिइंफोर्समेन्ट के रूप में बेड जॉइंट रिइंफोर्समेन्ट अभिनय कर सकते हैं लेकिन वे एक निर्माण के रूप में प्रभावी नहीं हो सकते जहां वर्टीकल स्टील को क्षैतिज स्टील के लंगर के लिए अच्छे में प्रदान किया जाता है तो यह मोटे तौर पर हमें सिफारिशों के पूरा सेट का अवलोकन देता है जहां तक रिइंफोर्स मेसनरी डिज़ाइन का संबंध है बेशक कुछ सबसे विशिष्ट विनिर्देश हैं जो आप पढ़ सकते हैं लेकिन आज की चर्चा का प्रमुख पहलू हैं जो हमें इस पाठ्यक्रम में याद रखने होंगे और हम इन प्लेन फ्लेक्सुरल डिज़ाइन पी एम इंटरैक्शन और फिर अगले दो व्याख्यान में दीवार के शियर डिज़ाइन को देखना शुरू करेंगे